नमस्कार तार रहित संचार के लिए आकलन सिद्धांत पर इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में एक और मॉड्यूल मे स्वागत है अब तक हमने अधिकतम प्रायिकता आकलन पर गौर किया है जो प्रतिदर्श माध्य है एक तार रहित संवेदन और N अवलोकनों के साथ के सरल उदाहरण से हमने अधिकतम प्रायिकता आकलन पर गौर किया है और हमने अधिकतम प्रायिकता आकलन के गुणों को देखा है अर्थात यह अधिकतम प्रायिकता आकलन का माध्य और प्रसरण है और हमने इस अधिकतम प्रायिकता के कुछ दिलचस्प गुणों को देखा है आकलन है कि हम क्या करने जा रहे हैं हम इस अधिकतम प्रायिकता का अधिकतम प्रायिकता आकलन को और जानने जा रहे हैं आइए हम इस अधिकतम प्रायिकता आकलन की विश्वसनीयता को देखें तो आज जो हम देखना शुरू करने जा रहे हैं वह एक और सरल उदाहरण है हम इसकी अधिकतम प्रायिकता या मूल रूप से ML की विश्वसनीयता का पता लगाने जा रहे हैं अधिकतम प्रायिकता आकलन की विश्वसनीयता अर्थात् उदाहरण के लिए प्रतिदर्शो की संख्या क्या है आकलन के लिए आवश्यक प्रतिदर्शो की संख्या कितनी है प्रतिदर्शो की संख्या या अवलोकनों की संख्या किसी विशेष सटीकता के आकलन के लिए आवश्यक अवलोकनों की संख्या तो आज हम जो संबोधित करने जा रहे हैं वह क्या है यह संख्या हम आकलन के लिए आवश्यक प्रतिदर्शो की संख्या कैसे तय करते हैं यह है कि हम यह कैसे करते हैं कि हम इस प्रतिदर्श की संख्या कैपिटल N का चयन कैसे करते हैं जो आकलन के लिए विश्वसनीयता की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए है अर्थात् हम इस अधिकतम प्रायिकता आकलन की विश्वसनीयता कैसे तय करते हैं और यह आसान काम नहीं है क्योंकि हमने कहा कि यह अधिकतम प्रायिकता आकलन h प्रकृति में यादृच्छिक है तो यह है यह काफी चुनौतीपूर्ण है और हम यह देखने जा रहे हैं कि आवश्यक प्रतिदर्शो की संख्या को कैसे तय किया जाए तो मूल रूप से जिस दृष्टिकोण को आप प्रयोग करने जा रहे हैं वह मूल रूप से एक है जिसमें प्रायिकता शामिल है हां इसलिए हम इसे चुनने जा रहे हैं इसलिए हम इसे संबोधित करने जा रहे हैं ताकि हम इस प्रश्न को सूत्रित कर सकें हम सवाल पूछने जा रहे हैं अवलोकनों N की संख्या क्या है जोकि आवश्यक है ताकि h हैट की आकल प्रायिकता सिग्मा बटा 2 मे सीमित रहे वास्तविक प्राचर h सिग्मा बटा 2 मे सीमित है जोकि 09999 से अधिक या मूल रूप से 9999 विश्वसनीय है यह भी कह सकते हैं कि इस धारणा को भी परिभाषित किया जा सकता है मूल रूप से प्रायिकता धारणा को विश्वसनीयता कह सकते है तो हम जो कह रहे हैं वह मूल रूप से है कि प्रायिकता का उपयोग विश्वसनीयता की माप के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि आकलन h हैट प्रकृति में यादृच्छिक है और अब हम यह दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं यह अवलोकनों की संख्या कैपिटल क्या है जो की आवश्यक है कि आकलन h हैट सीमित दूरी के भीतर या वास्तविक प्राचर h से सिग्मा बटा 2 के दायरे में निहित है प्रायिकता के साथ जो 09999 से अधिक है या मूल रूप से 9999 विश्वसनीयता के साथ या 9999 निश्चितता के साथ है तो आइए हम इसको चित्रों की सहायता से स्पष्ट करते हैं इस प्रकार हमारे पास जो कुछ है वह मूल रूप से आपका आकलन है जो गौसियन यादृच्छिक चर के रूप में वितरित किया गया है हमने कहा कि आकलन गौसियन यादृच्छिक चर है जिसका माध्य h के आसपास केंद्रित है h माध्य है और अगर हम इस माध्य के इर्द गिर्द एक सिग्मा बटा 2 त्रिज्या लेते हैं अर्थात् यह h सिग्मा बटा 2 है और यह h - सिग्मा बटा 2 है तो यह वास्तविक प्राचर h के आसपास त्रिज्या सिग्मा बटा 2 है और हम कह रहे हैं इसमें कितनी अवलोकन की संख्या आवश्यक है जिससे आकल h हैट इस सीमा में 9999 निश्चितता के साथ या 99 0 के साथ इस सीमा में प्रायिकता 09999 से अधिक के साथ निहित है तो जब आप कह रहे हैं कि प्रायिकता कितनी है कि यह इस त्रिज्या की सीमा में है जिससे आकल h हैट वास्तविक प्राचर से त्रिज्या सिग्मा बटा 2 के भीतर निहित है जो कि प्रायिकता 09999 से अधिक है या ठीक समय के 9999 से अधिक के साथ है और यह निम्नानुसार पाया जा सकता है इसलिए मूल रूप से हम सवाल पूछ रहे हैं प्रायिकता जोकि आपका आकलन वास्तविक प्राचर है अर्थात् यह त्रिज्या है अर्थात् यह वह आकलन घटा वास्तविक प्राचर त्रिज्या सिग्मा बटा 2 के बराबर या उससे कम होना चाहिए अर्थात् h हैट h से त्रिज्या सिग्मा बटा 2 की सीमा के भीतर प्रायिकता 09999 से अधिक के साथ होना चाहिए इसका तात्पर्य मूल रूप से समझे यह असल मे क्या बताता है कि प्रायिकता जो इस त्रिज्या के बाहर निहित है तो हम जो कह रहे हैं वह प्रायिकता है जो कि यह सिग्मा बटा 2 की त्रिज्या के दायरे में होना चाहिए 09999 के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए जिसका अपने आप मतलब है कि प्रायिकता जिससे त्रिज्या सिग्मा बटा 2 के बाहर होने की प्रायिकता 1 09999 से कम होनी चाहिए यानी 00001 यानी 9999 समय यह सिग्मा की त्रिज्या बटा 2 के भीतर होना चाहिए जिसका अर्थ है कि केवल 001 समय यह त्रिज्या सिग्मा बटा 2 से बाहर निहित हो सकता है और अब आप समझ गये होंगे कि यह h हैट h यह कुछ नहीं बल्कि हमारा परिमाण w है जो आकलन त्रुटि है यह h हैट h h हैट आकलन है h हैट आकलन है और यह h है तो यह आपका आकलन है और यह मूल रूप से आपका वास्तविक प्राचर है और इसलिए h हैट h w के बराबर है जो मूल रूप से है जो मूल रूप से आकलन त्रुटि है और इसलिए हम जो पूछ रहे हैं हम मूल रूप से पूछ रहे हैं कि प्रायिकता कितनी हैं यह आकलन त्रुटि है अर्थात् प्रायिकता इस आकलन त्रुटि आकलन की भयावहता सिग्मा बटा 2 से अधिक से अधिक या बराबर होनी चाहिए केवल बिंदु 0001 या 001 समय प्रायिकता के साथ और अब कुछ महत्वपूर्ण चीज समझते हैं हमने कहा कि आकलन h गौसियन है जिसका माध्य h और प्रसरण सिग्मा का वर्ग बटा N है याद रखें कल हमने पिछले मॉड्यूल में अधिकतम प्रायिकता आकलन के दो महत्वपूर्ण गुण निकाले अर्थात् हमने कहा कि h हैट एक अनभिनत आकलन है जिसका अर्थ है कि h हैट का प्रत्याशित मान h है यह h हैट माध्य h के साथ गौसियन वितरण है और इसका एक प्रसरण है जो सिग्मा का वर्ग बटा N है और इसप्रकार अब यदि आप w को देखते हैं जो मूल रूप से h हैट से है जिसे आप h हैट से h को घटाते हैं जो कि इसका माध्य है इसलिए स्वाभाविक रूप से यह 0 माध्य यादृच्छिक चर बन जाएगा तो w माध्य 0 के साथ गौसियन वितरित है और प्रसरण सिग्मा का वर्ग बटा N है w आकलन त्रुटि है जो h हैट h है इसलिए h हैट से आप माध्य को घटा रहे हैं इसलिए w माध्य 0 के साथ गौसियन वितरित है और प्रसरण यदि आप किसी यादृच्छिक चर से माध्य को घटाते हैं तो आपको 0 माध्य यादृच्छिक चर मिलते हैं जैसे w के लिए जो आकलन त्रुटि है वह 0 माध्य है और इसका एक प्रसरण सिग्मा का वर्ग बटा N है यह प्रकृति में गौसियन है इसलिए w की संभाव्यता घनत्व फलन f w का w 1 बटा 2 पाई गुना प्रसरण का वर्गमूल जो कि सिग्मा का वर्ग बटा N चरघातांकिय़ N w वर्ग बटा 2 सिग्मा वर्ग के रूप में दिया जाता है तो आकलन त्रुटि की संभाव्यता घनत्व फलन माध्य 0 के साथ गौसियन है 1 बटा 2 पाई वर्गमूल सिग्मा का वर्ग बटा N चरघातांकिय़ Nw वर्ग बटा 2 सिग्मा का वर्ग है और अब इसप्रकार हम पूछ रहे हैं कि प्रायिकता क्या है हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह यह है कि मोड w सिग्मा बटा 2 से अधिक या उसके बराबर की प्रायिकता 0001 के बराबर या कम होना चाहिए जिसका तात्पर्य यह है कि w सिग्मा बटा 2 से अधिक या उसके बराबर की प्रायिकता w सिग्मा बटा 2 से कम या उसके बराबर ह की प्रायिकता 0001 से कम या उसके बराबर होना चाहिए क्योंकि w की परिमाण सिग्मा बटा 2 से अधिक या उसके बराबर है या w सिग्मा बटा 2 से कम या उसके बराबर है और अब इनमें से प्रत्येक परिमाण w की प्रायिकता सिग्मा बटा 2 से अधिक या उसके बराबर है यह कुछ नहीं बल्कि समाकलन है w की प्रायिकता घनत्व फलन सिग्मा बटा 2 से अनंत जो कि f w W के रूप में 0 से अनंत के समाकलन है f w W के रूप में अनंत से सिग्मा बटा 2 के समाकलन है जब प्रायिकता सिग्मा बटा 2 से कम या बराबर है W की प्रायिकता घनत्व फलन जिसे हम कह रहे हैं 00001 से कम या उसके बराबर होना चाहिए अब इसे देखें यह प्रायिकता घनत्व फलन एक सम फलन है इसलिए हमारे पास f की w की w मूल रूप से f की w की w के बराबर है जिसका मतलब है कि यह समाकलन दोनों समाकलन समान हैं सिग्मा बटा 2 से अनंत तक का समाकलन अनंत से 2 से सिग्मा बटा 2 के समाकलन के बराबर है इसलिए इसका मूल रूप से मतलब है कि f की w की w का सिग्मा बटा 2 से अनंत तक का समाकलन का दुगना है w 00001 से कम या बराबर है मूल रूप जिसका तात्पर्य है कि सिग्मा बटा 2 से अनंत तक का f की w की w का समाकलन 00005 से कम या बराबर है यानी 00001 बटा 2 से कम के या बराबर है और इसलिए हमने जो व्युत्पन्न किया है वह यह है कि हमने आकलन त्रुटि w के संदर्भ में समकक्ष स्थिति प्राप्त की है हमने इस प्रायिकता के लिए कहा है कि मूल रूप से यह आकलन है कि h हैट वास्तविक प्राचर h की सिग्मा बटा 2 त्रिज्या के भीतर 9999 से अधिक या उसके बराबर की संभाव्यता के साथ होना चाहिए जो 09999 के बराबर है अर्थात आकलन त्रुटि के बीच निहित होना चाहिए कि यह प्रायिकता के बराबर है कि जिससे आकलन त्रुटि का परिमाण बाहर निहित होना चाहिए यह 0001 से कम या बराबर प्रायिकता के साथ सिग्मा बटा 2 के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए जो मूल रूप से इस समाकलन स्थिति से निकल कर आता है अर्थात सिग्मा बटा 2 से अनंत तक का f की w की w का समाकलन 00005 से कम या बराबर मूल्याकिंत होना चाहिए यह वह स्थिति है जो हमने प्राप्त की है अब हम इस समाकलन को सरल बनाते हैं हम प्रायिकता घनत्व फलन को जानते हैं हमें प्रायिकता घनत्व फलन दिया गया है जिसे हम इस यादृच्छिक चर w के प्रायिकता घनत्व फलन को प्रतिस्थापित करते है जो कि आकलन है और हम जानते हैं कि हमने यहां प्रायिकता घनत्व फलन प्राप्त किया है यह 1 बटा वर्गमूल 2 पाई सिग्मा का वर्ग बटा N चरघातांकिय़ Nw वर्ग बटा 2 सिग्मा का वर्ग है इसलिए अगर हम इसे यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं हमारे पास सिग्मा बटा 2 से अनंत 1 बटा वर्गमूल 2 पाई सिग्मा का वर्ग बटा N चरघातांकिय़ Nw वर्ग बटा 2 सिग्मा का वर्ग 000005 से कम या बराबर से है अब हम प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं अब हम w वर्ग बटा सिग्मा वर्ग बटा N बराबर Nw वर्ग बटा सिग्मा वर्ग बराबर t वर्ग से प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं जिसका तात्पर्य है की w सिग्मा बटा वर्गमूल N t के बराबर है जिसका मूल रूप से तात्पर्य है dw सिग्मा बटा वर्गमूल N dt के बराबर है और अब यदि आप इसे इस समाकलन में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास सीमाएँ हैं यह समाकलन स्थिति समाकलन सिग्मा वर्ग 2 w बन जाती है हमारे पास t मूल रूप से w सिग्मा बटा वर्गमूल N है तो यह N का वर्गमूल बटा 2 से अनंत तक हो जाता है अब f 1 बटा 2 पाई सिग्मा वर्ग 1 बटा या 1 बटा 2 पाई होगा अगर मैं सिग्मा वर्ग बटा N को बाहर ले आता हूँ जो सिग्मा बटा वर्गमूल N चरघातांकिय़ Nw वर्ग बटा 2 सिग्मा का वर्ग है तो यह t वर्ग है इसप्रकार चरघातांकिय़ t वर्ग बटा 2 और dt सिग्मा बटा d w सिग्मा बटा वर्गमूल N dt हो जाता है और इसप्रकार हमने इस सिग्मा बटा वर्गमूल N कट जाता है और जो हमारे पास है वह मूल रूप से यह समाकलन 00 से कम या बराबर होना चाहिए या यह समाकलन 000005 से कम या इसके बराबर होना चाहिए और अब अगर आप इस समाकलन को देखें तो हमारे पास यह समाकलन है वर्गमूल N बटा 2 से अनंत 1 बटा वर्गमूल 2 पाई चरघातांकिय़ t वर्ग बटा 2 dt 000005 से कम या इसके बराबर है और इसलिए अब यदि आप इसे देखते हैं यह एक प्रसिद्ध मानक समाकलन है इसलिए हमारे पास ऐसी स्थिति है जो समाकलन वर्गमूल N बटा 2 से अनंत 1 बटा वर्गमूल 2 पाई चरघातांकिय़ t वर्ग बटा 2 dt 000005 से कम या इसके बराबर है अब यह समाकलन एक मानक समाकलन है यदि आप इस प्रायिकता घनत्व फलन को देखें जो कि 1 बटा वर्गमूल 2 पाई चरघातांकिय़ t वर्ग बटा 2 है यह औसत 0 और प्रसरण 1 के साथ एक मानक सामान्य चर या मानक गौसियन चर का संभाव्यता घनत्व फलन है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो यह 1 बटा वर्गमूल 2 पाई चरघातांकिय़ t वर्ग बटा 2 यह एक मानक का PDF है यह औसत 0 और प्रसरण 1 के साथ एक मानक मुद्रा और RV का एक PDF है अर्थात N 0 1 जिसका तात्पर्य है और इसलिए इस समाकलन की एक मानक परिभाषा है इस समाकलन को के रूप में जाना जाता है यह है कि x के q को एक गौसियन q फलन के रूप में परिभाषित किया गया है जो समाकलन x से अनंत तक 1 बटा वर्गमूल 2 पाई चरघातांकिय़ t वर्ग बटा 2 d t जो कि प्रायिकता है जो मूल रूप से प्रायिकता है कि आपका मानक गौसियन यादृच्छिक चर t x से अधिक या बराबर है यह प्रायिकता है जो कि आपका मानक गौसियन यादृच्छिक चर t है जो कि गौसियन माध्य 0 के साथ है गौसियन प्रसरण 1 x से अधिक या बराबर है यह q फलन है q फलन को परिभाषित किया गया है x के q की प्रायिकता है कि माध्य 0 और प्रसरण 1 के साथ गौसियन यादृच्छिक चर x के बराबर या उससे अधिक है या मूल रूप से अंतराल x से अनंत के बीच निहित है जो कि समाकलन x से अनंत तक 1 बटा वर्गमूल 2 पाई चरघातांकिय़ t वर्ग बटा 2 d t है और इसलिए अब अगर आप इस समाकलन को देखें यहाँ पर यह समाकलन कुछ भी नहीं बल्कि q का वर्गमूल N बटा 2 है यह q फलन है यहाँ से हम x को वर्गमूल N बटा 2 द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं इसलिए हमारे पास यह मानक स्थिति कम होकर q का वर्गमूल N बटा 2 रह गई है जो 000005 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए इसका तात्पर्य मूल रूप से अब मैं इसे गौसियन q फलन के संदर्भ में सरल करता हूं वर्गमूल N बटा 2 से अधिक या उसके बराबर है q फलन एक घटता फलन है 000005 के q व्युत्क्रम से अधिक या बराबर है जिसका तात्पर्य मूल रूप से N 2 q व्युत्क्रम 00005 के पूरा वर्ग से अधिक या बराबर होना है मूल रूप से है 60 054 प्रतिदर्शो या अवलोकनों के बराबर है इसलिए हमारे पास जो परिणाम हैं वे N हैं क्योंकि N एक पूर्णांक है N को 61 अवलोकनों से अधिक या बराबर होना है और यह एक दिलचस्प परिणाम है हमने यहां जो प्रदर्शित किया है वह मूल रूप से विश्वसनीयता की 9999 है ठीक है तो विश्वसनीयता की परिभाषा क्या है यहाँ विश्वसनीयता यह है कि हम चाहते हैं कि आकलन h हैट एक वास्तविक प्राचर h से सिग्मा बटा 2 त्रिज्या के भीतर स्थित हो और हम जो कह रहे हैं अगर वह 9999 से अधिक या उससे अधिक या बराबर की प्रायिकता के साथ घटित होना है या 09999 के बराबर या उससे अधिक की प्रायिकता है तो प्रतिदर्शो कैपिटल N की न्यूनतम संख्या जोकि आवश्यक है मूल रूप से आपका 61 प्रतिदर्श है 61 प्रतिदर्शो की आवश्यकता होती है जोकि आवश्यक प्रतिदर्श की न्यूनतम संख्या है और अब यह q फलन इस q फलन के लिए इस अभिव्यक्ति को थोड़ा और सरल बनाया जा सकता है क्योंकि q फलन के लिए कोई निकट रूप अभिव्यक्ति नहीं है एक निम्नानुसार q फलन को अनुमानित कर सकता है तो x का q अनुमानित किया जा सकता है जिसे हम बार बार नियोजित करेंगे तक 1 बटा 2 चरघातांकिय़ 1 बटा 2 x वर्ग जिसका अर्थ है इसलिए यह आपके q फलन के लिए एक आकलन है तो यह q फलन के लिए सन्निकटन है तो यह q फलन के लिए सन्निकटन है और इसलिए अब कोई भी इस सन्निकटन का उपयोग कर सकता है इसलिए q या वर्गमूल N बटा 2 000005 से कम या उसके बराबर है अब q के वर्गमूल N बटा 2 मैं इसे लगभग अनुमानित करता हूं जिसका तात्पर्य है कि सन्निकटन 1 बटा 2 चरघातांकिय़ 1 बटा 2 x का वर्ग अर्थात 1 बटा 2 चरघातांकिय़ वर्गमूल N बटा 2 पूर्ण वर्ग है अर्थात N बटा 4 मूल रूप से 000005 से कम या बराबर होना चाहिए जो मूल रूप से जिसका तात्पर्य है कि दोनों तरफ लॉग करने पर N बटा 8 000005 के लॉग आधार e से या प्राकृतिक लॉग से कम या बराबर है जो 00001 है जिसका तात्पर्य है यह मूल रूप से आपके N 8 से अधिक या उसके बराबर क्योंकि यहां एक नकारात्मक चिन्ह है असमीकरण उलट जाती है N 8 लॉग प्राकृतिक 00001 से अधिक या बराबर है और यह मूल रूप से 7368 के बराबर है और इसलिए N को एक पूर्णांक होना चाहिए इसका तात्पर्य है मूल रूप से N को 74 से अधिक या बराबर होना है N 74 प्रतिदर्श से अधिक या बराबर है जो फिर से एक दिलचस्प परिणाम है इसलिए हमने इस अनुमानित का उपयोग किया है हमें N का यह अनुमानित मान q फलन के अनुमानित मान का उपयोग करते हुए मिला है जिसे हमने इस पाठ्यक्रम में अक्सर नियोजित किया है क्योंकि q फलन के लिए कोई निकट रूप अभिव्यक्ति नहीं है और हमें q का उपयोग करना होगा आकलन की विश्वसनीयता की गणना करने के लिए अक्सर कार्य करते हैं इसलिए हमने अब जो व्याख्या की है वह एक दिलचस्प व्याख्या है उदाहरण के लिए तार रहित संवेदक जालतंत्र के संदर्भ में हमने देखा है कि एक संवेदक नोड अवलोकनों को प्राप्त कर सकता है और इन अवलोकनों के आधार पर हम संभाव्यता फलन की गणना करते हैं इस संभाव्यता फलन से हम अधिकतम संभाव्यता आकलन की गणना करते हैं अधिकतम संभाव्यता आकलन अनभिनत है यह गौसियन है इसमें प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा N है अब कोई भी जान सकता है हमने पिछले मॉड्यूल में भी कहा था कि क्योंकि आकलन h हैट यादृच्छिक है कोई यह निश्चित नहीं कर सकता कि यह जरूरी नहीं की h के बराबर हो वास्तव में यह बराबर नहीं है क्योंकि यह गौसियन है यह बराबर है यह प्रायिकता कि यह वास्तविक प्राचर h के पूरी तरह बराबर है हाँ इसलिए हम कह सकते हैं हमें विश्वसनीयता के अन्य विचारों के साथ आना होगा और यही हमने आज के मॉड्यूल में परिभाषित करने की कोशिश की है हम यह कैसे वर्णित कर सकते हैं यह यादृच्छिक या यह यादृच्छिक आकलन h हैट कितना सटीक है और विश्वसनीयता का एक उपाय यह है कि हमने कहा यह h के सिगमा बटा 2 त्रिज्या के दायरे में हो जिसकी प्रायिकता 9999 या 09999 से अधिक या बराबर है और इसलिए इसके लिए कितने प्रतिदर्श प्रतिदर्शो की संख्या N की आवश्यकता है हमने कहा कि इसके लिए प्रतिदर्शो की संख्या जो इसके लिए आवश्यक है वह लगभग 60 से 70 प्रतिदर्शो होगी जो आपको चाहिए तो हालांकि h यादृच्छिक है हमने पिछले मॉड्यूल में कहा था कि जैसे ही प्रतिदर्शो की संख्या बढ़ जाती है आकलन का प्रसरण वैसे वैसे कम होता जाता है और इसलिए प्रतिदर्श रहता है प्रतिदर्श करीब होता जाता है प्रायिकता जिससे प्रतिदर्श वास्तविक आकलन के करीब है वह बढ़ रही है और अब इस हमने विशेषता का उपयोग यह गणना करने के लिए किया है की क्या ठीक ठीक वर्णन करना है विश्वसनीयता की एक निश्चित डिग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिदर्शो की संख्या क्या है तो यह एक उदाहरण है एक दिलचस्प उदाहरण जो निर्भर करता है जो इस एन को अधिकतम प्रायिकता आकलन की विश्वसनीयता से संबंधित करता है अतः इस मॉड्यूल को यही समाप्त करते हैं हम आगामी मॉड्यूस में दूसरे पहलुओं के साथ जारी रखेंगे